ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 5 में आपका फिर से स्वागत है हम चर्चा कर रहे थे मॉडलिंग और कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा जाता है जो आपस में संदेश भेज सकते हैं ताकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट् पर संरचित है अब जल्दी से इन दोनों डीकंपोजिशन से शुरू करते हैं और फिर आप इसे तोड़ना शुरू करते हैं डीकंपोजिशन के साथ मेल नहीं खाता है यह समझा जा सकता है क्योंकि यह बहुत पुराना दृष्टिकोण है और इसलिए उन पुराने दिनों में सिस्टम सब कुछ निष्पादित कर रहा था तो यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से कुछ समय के लिए चला और यह अभी भी कई डिजाइनरों के लिए प्रमुख है और कई डिजाइन क्षेत्रों को और समझने की जरूरत है परंतु ज्यादातर समूह के लिए ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परम बन गए हैं आगे जो हुआ वह मुख्य रूप से डेटा ड्रिविन डिजाइन की संरचना को जाती है इसलिए डेटा ड्रिविन डिजाइन की झलक देने के लिए जो आज भी काम करने योग्य है रेलवे आरक्षण जहाँ आपके पास समय सीमा है वहाँ समय की अधिकता नहीं है और परंतु डेटा ड्रिविन डिज़ाइन मेथड पर जोर दिया गया जहाँ आप पूरी दुनिया को देखते हैं ब्रह्माण्ड को कोऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट् के बीच त्वरित तुलना कर सकते हैं अगर हम बिंदुवार देखें और एल्गोरिथम अधिक वितरित किए जाते हैं वे एजेंटों पर जोर देते हैं हमारे ग्राहक और सर्वर स्वाभाविक रूप से एल्गोरिथमिक डीकंपोजिशन देता है क्योंकि आप सामान्य तंत्र का बेहतर पुन उपयोग कर सकते हैं सामान्य गुणों का बेहतर पुन उपयोग कर सकते हैं इससे अग्रणी एल्गोरिथम सिस्टम की ओर ले जाता हैं तो आप इटरेटिव रिफाईनमेंट द्वारा डिज़ाइन प्रक्रिया में जोखिम को कम कर सकते हैं इसी तरह एल्गोरिथमिक डीकंपोजिशन को ले सकता है मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा सिपरेशन ऑफ कंसर्न्ड के साथ देखा जा सकता है और अब आप समझेंगे कि यह इंटरसिस्टम एक्टिविटी का उपयोग करें जो स्वाभाविक रूप से एक हाई कॉनकरेंसी बेकार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजिशन की भी आवश्यकता होगी ऐसे सिस्टम एक बहुत अधिक प्रत्यक्ष और आसान दृष्टिकोण हो सकता है तो यह है कि यह सकल अवलोकन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजिशन किस स्तर पर और कितनी गहराई में अपनाना है सामान्य तौर पर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच कुछ मिश्रण मिलेगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमने देखी है की संपूर्ण प्रॉब्लम डोमेन भी सीमित है सूचना के नए हिस्से को संसाधित करने में पूरा समय लगता है चाहे वह हिस्सा कोई सा भी हो ये सभी मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए गए डेटा हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं और इसलिए डिसऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी का अर्थ है छोटे टूकड़ों में विभाजित करना छोटे सार्थक टुकड़े चंकिंग संख्या के रूप में माना तो मुझे 6251 मिला यह निश्चित रूप से याद करने के लिए एक बहुत आसान एब्स्ट्रेक्शन संख्या के रूप में मान सकता हूं तो इसे समझना मुश्किल है इसे समझना आसान है यह याद रखना आसान है कि एब्स्ट्रेक्शन की यह भूमिका अलग अलग तरीके जो इसे निभाएंगे इस तरह के शब्दार्थिक भार को कम करते रहना है अंत में डिज़ाइन प्रक्रिया को पदानुक्रम की भूमिका से बहुत लाभ होता है हमने पहले ही विहित रूप में विभिन्न पदानुक्रमो को देखा है और फिर से यह पदानुक्रम संरचनाओं को स्पष्ट रूप से पहचान कर एक हिस्से का शब्दार्थ बढ़ा सकता है और हम पहले ही देख चुके हैं हमने पहले से ही ध्यान दिया है कि 2 प्रमुख पदानुक्रम संरचनाएं विहित रूप का हिस्सा हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो विभिन्न संरचनाओं के बीच समानता दिखाता है और सिस्टम के मिश्रण का उपयोग करते रहेंगे

अब इससे पहले कि मैं इस मॉड्यूल को बंद करूं मैं आपको 2 चीजों के बारे में समझाना चाहूंगा एक जो अभी तक किया गया है डिजाइन के बारे में बात करना जारी रहेगा और इसलिए मैं सिर्फ औपचारिक रूप से जिन मसलो पर हम काम कर रहे हैं उनमें डिजाइन को परिभाषित करना चाहता हूं यही वह अर्थ है जो संभवतः है लगभग सभी इंजीनियरिंग डिजाइनों के लिए आम है तो हमारे लिए एक डिजाइन में ये मूल गुण या एट्रिब्यूट ऑफ कंसर्न होंगे एक यह है कि एक डिज़ाइन में एक कार्यात्मक विनिर्देश होगा जो किसी सिस्टम के निर्माण के लिए है जो कुछ कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अन्यथा हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं दूसरा है इसे लक्ष्य माध्यम की सीमाओं की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी जिसका अर्थ है कि मैं एक कार्यात्मक विनिर्देश ले सकता हूं और कंप्यूटिंग पावर की अनंत राशि आदि मानकर एक डिज़ाइन करना शुरू करता हूं तो यह यथार्थवादी नहीं है जो यथार्थवादी है एक तरफ मेरे पास कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं कि सिस्टम का निर्माण करके हम क्या पाना चाहते हैं दूसरी तरफ किस तरह भी सीमाएं हैं किस तरह का प्रोसेसर को साकार करने के लिए उपलब्ध हैं तो यह लक्ष्य के मध्यम का सवाल है तीसरा इसे प्रदर्शन और संसाधन उपयोग की अंतर्निहित या स्पष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए मैं कह सकता हूं कि सैद्धांतिक रूप से किसी भी सिस्टम आप काम में लेंगे यह स्पष्ट करते हैं कि आपके डिज़ाइन को इन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी एक डिजाइन के लिए चौथा महत्वपूर्ण कारक यह है कि स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से मानदंड को पूरा करना चाहिए कलाकृतियों के रूप में इसका मतलब है कि आप जो भी कार्यात्मक विनिर्देश के बारे में सोच सकते हैं हालाँकि सरल या एक जटिल है एक प्रणाली कभी भी उन कार्यात्मक विनिर्देश को पूरा नहीं करेगी यह सिस्टम में कलाकृतियों के संदर्भ में बहुत टूटा फूटा व्यवहार दिखाएगा वो दिन अब नहीं रहे जब हम कलाकृतियों को अनदेखा करते थे और फिर बाद में हम मुंह के बल गिर जाते थे क्योंकि हमने उन्हें डिजाइन के शुरुआती समय में नहीं माना था तो डिजाइन को स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से उन मानदंडों पर विचार करना चाहिए जो कलाकृतियों के लिए स्वीकारनिय हैं और अंत में निश्चित रूप से डिजाइन को डिजाइन प्रोसेस पर लगे प्रतिबंधों को पूरा करना चाहिए उपरोक्त 4 को प्राप्त करने के लिए मेरे पास असीम जनशक्ति नहीं है मेरे पास अनंत धन नहीं है मेरे पास अनंत कंप्यूटिंग संसाधन उपकरण आदि नहीं हैं तो यह डिजाइन प्रक्रिया ही उपकरण समय लागत मानव संसाधन आदि की कीसीमा के भीतर काम करने के लिए विवश है इसलिए जब भी हम डिजाइन के बारे में बात करेंगे जब भी हम काम करेंगे और इन पांचों कारक को डिजाइन करेंगे कृपया उन्हें ध्यान में रखें क्योंकि उनमें से एक या अधिक के ना होने से निश्चित रूप से एक ऐसा डिजाइन बनेगा जो काम करने योग्य नहीं होगा एक कार्य प्रणाली के संदर्भ में स्वीकारनिय नहीं होगा अंत में मुझे यह याद दिलाकर विराम देना चाहिए कि आपने अब तक जो भी अध्ययन किया है आप मॉडल के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं एक मॉडल एक वास्तविक स्थिति का कुछ पहलू हैं जो गणितीय रूप में चित्रमय रूप में शब्द आदि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं इसलिए हमने विभिन्न डोमेन देखे है तो मेरे पास केवल बाईं ओर है विशेष रूप से मैंने कुछ स्कूल स्तर के जेनेरिक डोमेन के बारे में बात की है यानी कि मुझे पता है कि एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति क्षण की रफ्तार से चलने लगी है दूसरा प्रति मिनट 10 किलोमीटर नहीं बल्कि एक निश्चित दर पर तेजी ला रहा है तो फिर अगर हमारी दी गई अवधि के बाद ट्रेन कितना कवर करेगी मुझे वास्तव में पता लगाने के लिए ट्रेन को चलाने और मापने की आवश्यकता नहीं है मैं उस टाइम डिस्टेंस इक्वेशन से दूरी बताएगा तो वो है एक मॉडल खर्च होगी क्योंकि यह मॉडल देखा है जो हमें बताती है कि अणु और बड़े अणु बनाने के लिए अलग अलग परमाणु आदि कैसे बंधते हैं भूगोल में हमने मानचित्रों अनुमानों आदि के मॉडल सीखे हैं और यदि आप दाहिने हाथ की ओर देखते हैं यहाँ ये दाहिने हाथ की ओर हैं कुछ इंजीनियरिंग अनुप्रयोग हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट कर सकते हैं आप कहेंगे कि यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है यह है एक योजनाबद्ध आरेख जो एक रेजिस्टर संभवतः कुछ इस तरह दिखेगा जहाँ शब्द इस तरह जुड़े होंगे कि यहाँ स्विच संभवत कुछ इस तरह दिखाई देगा यह और एक सेल संभवतः ऐसा है तो योजनाबद्ध भौतिक मॉडल को देखेंगे तो आप कहेंगे यह टी है यह मेरा सिग्नल है जो मेरे पास अलग अलग समय पर है ये सभी मॉडल का वर्णन करते हैं लेकिन विभिन्न विभिन्न कोणों से तो एक मॉडल है

इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है अगर मैं योजनाबद्ध को देखता हूं मुझे वास्तव में पता नहीं है कि भौतिक संदर्भ में रजिस्टर आदि से गुजारा जाए तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है जबकि जब मैं सिग्नल के एफएफटी है इसलिए हर मॉडल कर सकते हैं हम उन्हें पदानुक्रम में डाल सकते हैं हमने अक्सर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगा वास्तव में जांच करने के लिए यदि तनाव अपने पैरों पर खड़ा होगा इसलिए सभी इंजीनियरिंग विषयों में मॉडल के क्षेत्र में समस्या को हल करना और परिणाम को वास्तविक कार्य पर वापस लाना यही सब है लेकिन हम भौतिकी में कर रहे हैं हम रसायन विज्ञान में यह कर रहे हैं निश्चित रूप से संपूर्ण गणित इस बारे में है कि हम यह भूगोल में विद्युत इंजीनियरिंग में कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर जगह तो हर मॉडल बना सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह एक सिद्ध है इसलिए यह विफल नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि यह एक सिद्ध है इसलिए यह विफल नहीं होगा तो सिस्टम का लचीलापन बढ़ेगा तो डीकंपोजिशन के बारे में बात की है हमने देखा है कि डिजाइन या मॉडल के उत्पाद जो हमारी मदद करेंगे दिए गए संरचनाओं के बारे में कारण जानने के लिए वे अदला बदली कर लेते हैं जब आवश्यकताओं में मतभेद होता हैं और कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा बनें और हम इसे आगे बढ़ाएंगे वास्तव में हमारे द्वारा पहले 5 मॉड्यूल कैसे बनाएं और उन्हें परिभाषित करने के लिए कौन सी प्रथाएं हैं और उन्हें पहचानने और वास्तविक दुनिया से निकालने के लिए कौन सी प्रथाएं हैं